अभिवादन और TALG के इस मॉड्यूल 1 की अंतिम इकाई में आपका स्वागत है और यह इकाई है 19 वीं इकाई यह अटेनमेंट ऑफ प्रोग्राम आउटकम्स एंड प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम्स से संबंधित है पहले की इकाई में हम समझ गए थे कि अटेनमेंट ऑफ कोर्स आउटकम्स की गणना कैसे करेंऔर COs के आसपास क्वालिटी लूप को बंद करें एक बार फिर हमें याद दिलाना चाहिए कि COs की अटेनमेंट का कोई तरीका नहीं है कुछ उचित विधि को चुना जा सकता है और उस विधि के साथ लगातार रहना चाहिए और ऐसा करने का उद्देश्य किसी भी तरह से अपने आप को और सभी हितधारकों को साबित करने के लिए है कि हम लगातार सुधार कर रहे हैं जो क्वालिटी लूप को बंद करने का एक मुख्य उद्देश्य है और इस इकाई में हम POs और PSOs की अटेनमेंट के गणना को देखते हैं और POs और PSOs के आसपास क्वालिटी लूप को बंद करते हैं यही इस इकाई का मुख्य उद्देश्य है अब हमें मान्यता को देखने की आवश्यकता है कि संस्था को POs और PSOs की अटेनमेंट के स्तर और उनके निरंतर सुधार का प्रदर्शन करना है इसका मतलब है आप छात्रों के एक बैच को आम तौर पर सामान्य कार्यक्रमों में लेते हैं जो आपके पास स्नातक स्तर के हैं आपके पास 3 साल का कार्यक्रम है जिसमें आप छात्रों के प्रदर्शन में सुधार कर रहे हैं इसका मतलब है आप छात्र के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के प्रयास कर रहे हैं तो POs और PSOs के रूप में क्या होता है केवल हम छात्रों के एक बैच के 3 साल के कार्यक्रम को पूरा करने के बाद देख सकते हैं तो आपको 3 साल की अवधि में POs और PSOs की गणना करनी होगी और सभी पाठ्यक्रमों और गतिविधियों में छात्रों के प्रदर्शन को यह पता लगाने के लिए एक साथ एकीकृत किया जाना चाहिए कि POs और PSOs किस हद तक संबोधित और बरकरार हैं तो आपको सुधार दिखाना होगा कि आपके पास 4 साल से अधिक का डेटा होना चाहिए या दो बैच वास्तव में स्नातक हैं और यह आवश्यकता है आप केवल एक कोर्स के लिए गणना करके यह नहीं कह सकते हैं कि PO PSOअटेनमेंट के बारे में तुरंत बात करें और उस हद तक जब यह छात्रों के एक बैच के ऊपर होता है तो पूरे विभाग की जिम्मेदारी तब आती है जब आप POs और PSOs की अटेनमेंट के बारे में बात कर रहे हों एक कोर्स के माध्यम से आप सभी POs और PSOs की अटेनमेंट नहीं कर सकते और एक अन्य मुद्दा है POs और PSOs को कोर कोर्सेज के माध्यम से संबोधित और बनाए रखा जा सकता है कोर कोर्सेज का मतलब है कि वे सभी अनिवार्य पाठ्यक्रम हैं बैच के सभी छात्रों को कोर कोर्सेज लेने होंगे और वर्तमान UGC के अनुसार 120 क्रेडिट प्रोग्राम में 72 क्रेडिट कोर कोर्सेज का गठन करते हैं एक विश्वविद्यालय इससे थोड़ा हट सकता है लेकिन इससे महत्वपूर्ण विचलन नहीं कर सकता है और परियोजनाएं सभी छात्रों के लिए अनिवार्य हो सकती हैं या नहीं भी हो सकती हैं लेकिन हमें केवल उन गतिविधियों को लेना है जो सभी छात्रों द्वारा की जाती हैं आप कुछ नहीं कह सकते इसलिए यह नहीं कह सकते केवल कुछ छात्र ही परियोजनाएँ करते हैं कुछ छात्र नहीं भी करते ऐसे मामले में इन्हें POsऔर PSOs की अटेनमेंट के लिए इस्तेमाल करने के योग्य नहीं माना जाता है अन्य गतिविधियाँ प्रस्तुतियाँ इंटर्नशिप CO पाठयक्रम और पाठ्येतर गतिविधियाँ हो सकती हैं एक प्रमुख नियम वह है जो आप PO या PSO प्राप्त करने के लिए एक गतिविधि के रूप में लेते हैं यह सभी छात्रों द्वारा किया जाना चाहिए और यह सब प्रस्तुतियाँ इंटर्नशिप सह पाठ्यचर्या पाठ्येतर गतिविधियों की तरह होना चाहिए आपके पास प्रदर्शन को मापने का एक तरीका होना चाहिए उन गतिविधियों में छात्रों को आप यह नहीं कह सकते कि उन्होंने इंटर्नशिप किया है और सिर्फ एक वाक्य लिखें जो कि नहीं होगा आपको इंटर्नशिप में छात्र के प्रदर्शन का कुछ प्रकार का माप करना होगा अब इलेक्टिव के बारे में क्या इलेक्टिव भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और वे एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं लेकिन क्या होता है कि वे POs और PSOs की गणना में शामिल नहीं हैं कई बार हम पाते हैं कि विभाग या संकाय बहुत दुखी महसूस करते हैं कि उन्हें शामिल नहीं किया जाता इसलिए यदि वे PO PSO अटेनमेंट की गणना में शामिल नहीं हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि वे महत्वपूर्ण नहीं हैं वे अपने उद्देश्य की सेवा करें लेकिन जहां तक अटेनमेंट की गणना का संबंध है हम उन पाठ्यक्रमों को ध्यान में नहीं रखते हैं इसका मतलब यह है कि उससे आपको बहुत बुरा नहीं लगता है कि यह अटेनमेंट की गणना में शामिल नहीं है अब यहाँ भी क्वालिटी लूप हम इसे थोड़ा अलग तरीके से बनाते हैं तो कोर कोर्सेज परियोजनाओं प्रस्तुतियों CO पाठ्यचर्या गतिविधियों और पाठ्येतर गतिविधियों के माध्यम से कार्यक्रम के लिए PO PSO अटेनमेंट कि PO PSO टारगेट के साथ तुलना की जाती है और फिर आप PO PSO अटेनमेंट गैप की गणना करते हैं और PO PSO अटेनमेंट गैप को बंद करने के लिए या PO PSO टारगेट को बढ़ाने के लिए योजना का नेतृत्व करना चाहिए जो कि वही विधि है जो हमने COs के लिए अपनाई थी हम कहते हैं कि हमने POs और PSOs के साथ प्रत्येक कोर्स आउटकम को टैग किया है और हमने यह भी कहा है कि एक CO केवल PO और PSO के एक उप समूचय को संबोधित कर सकता है अब सिर्फ इसलिए कि एक CO संक्षेप में जो केवल दो कक्षा सत्र लेता है कुछ PO 5 को संबोधित कर रहा है जाहिर है यह सभी COs को एक विशेष PO को संबोधित करने के समान नहीं है तो क्या होता है हम एक और शब्द स्ट्रैंथ को कहते हैं जिसे मैं किसी विशेष PO या PSO को किस स्ट्रैंथ तक संबोधित करता हूं यह महत्वपूर्ण हो सकता है लेकिन फिर भी मैं इसे किस स्ट्रैंथ से संबोधित करता हूं यह एक हिस्सा है जो थोड़ा व्यक्तिपरक निर्णय है लेकिन यह निर्णय संस्थान स्तर पर लिया जाना चाहिए न कि वास्तव में यहां तक कि विभाग स्तर पर भी इसे संस्थान स्तर पर लिया जाना चाहिए और कभी कभी हम यह भी कह सकते हैं कि हम CO को लिखते हैं और फिर निर्धारित करते हैं कि किन PO को संबोधित करता है कभी कभी हम एक विशेष CO से पूर्व निर्दिष्ट PO या PSO को संबोधित करना चाहते हैं इसका कारण हम बाद में समझाएंगे जब हम अंतिम टेबल की तैयारी करेंगे अब PO PSO की अटेनमेंट दोनों संबंधित CO के अटेनमेंट स्तर और उन स्ट्रैंथ पर निर्भर करती है जिनके साथ यह मैप किया जाता है दो पैरामीटर हैं एक यह है कि एक PO CO के साथ जुड़ा हुआ है या नहीं और जिस स्ट्रैंथ से इसे मैप किया जाता है तो हमें स्ट्रैंथ को निर्धारित करने की एक विधि ढूंढनी होगी स्ट्रैंथ जिसे आप कहते हैं यह बहुत ज्यादा अंतिम तंत्र नहीं है यह काफी सकल है हम केवल 3 स्तरों को कम मध्यम और मजबूत की पहचान करते हैं या आप शब्द 1 2 3 का उपयोग कर सकते हैं हर समय गणना करते वक्त हम कम मध्यम और मजबूत के बजाय संख्या 1 2 3 का उपयोग करेंगे और जैसा कि हमने फिर से कहा कि हम कैसे करते हैं क्योंकि यह एक गुणात्मक दृष्टिकोण है कि हम उस स्ट्रैंथ को कैसे मापते हैं जिससे इसे संबोधित किया जाता है और यहां फिर से आपको सावधान रहना होगा आपको इसे बहुत अधिक तुच्छ नहीं बनाना चाहिए लेकिन बाहरी दुनिया के लिए किसी प्रकार का औचित्य है आपको उस प्रकार का एक तंत्र चुनना होगा और यह सभी कार्यक्रमों में और आपके सभी वर्षों के दौरान समान होना चाहिए उदाहरण के लिए संगणना जैसा कि हमने बताया कि आप लगातार सुधार कर रहे हैं इसके लिए आपके पास कम से कम चार साल का डेटा होना चाहिए अब हम CO को समर्पित घंटों की संख्या के साथ PO के स्तर से संबंधित एक सरल विधि का प्रस्ताव देते हैं जो दिए गए PO को संबोधित करता है यदि हम कहें कि एक CO PO 1 को संबोधित कर रहा है लेकिन वह CO के लिए मुझे केवल 2 घंटे लगते हैं इसलिए जाहिर है भले ही मैं इस PO को संबोधित कर रहा हूं मैं केवल उस पते के दायरे से निपट रहा हूं जो 2 घंटे तक सीमित है लेकिन एक अन्य मामले में मेरे पास एक CO है जो समान कुछ PO 2 को संबोधित करता है लेकिन साथ जुड़े कक्षा के घंटे की संख्या 7 है इसका मतलब है मैं उस विशेष PO को संबोधित करने में CO के माध्यम से अधिक समय बिता रहा हूं तो यह मूल तर्क है हम प्रस्ताव करते हैं यदि कक्षा सत्रों के 40 प्रतिशत से अधिक या बराबर ट्यूटोरियल प्रयोगशाला घंटे किसी विशेष PO को संबोधित करते हैं तो माना जाता है कि PO को 3 के स्तर पर संबोधित किया जाता है यदि आपको 40 प्रतिशत पसंद नहीं है तो आप इसे 50 प्रतिशत कर सकते हैं आप अपनी इच्छानुसार इसे 60 प्रतिशत कर सकते हैं यदि कक्षा सत्र के 25 से 40 प्रतिशत एक ट्यूटोरियल प्रयोगशाला घंटे एक विशेष PO को संबोधित करते हैं तो माना जाता है कि PO स्तर 2 पर संबोधित किया जाता है यदि कक्षा सत्र के 5 से 25 प्रतिशत ट्यूटोरियल या प्रयोगशाला घंटे एक विशेष PO के लिए हैं यह माना जाता है कि PO स्तर 1 को संबोधित किया और यदि कक्षा सत्र 5 प्रतिशत से कम हैं इसका उल्लेख किया गया है लेकिन आप केवल 5 प्रतिशत से कम खर्च कर रहे हैं तो हम मानते हैं कि PO बिल्कुल भी संबोधित नहीं है इसलिए जैसा कि मैंने कहा कि यह एक व्यक्तिपरक प्रस्ताव है इस प्रस्ताव पर संस्थान या विश्वविद्यालय द्वारा विचार किया जा सकता है और किसी दिए गए PO को संबोधित करने की स्ट्रैंथ के बारे में आपकी सोच को प्रतिबिंबित करने के लिए इसे संशोधित किया जा सकता है अब एक बार फिर विकासात्मक जीव विज्ञान पाठ्यक्रम हम ले रहे हैं अब हम यहाँ सभी संख्याएँ डाल रहे हैं और पाठ्यक्रम विवरण यहाँ दिया गया है और अब अगर आप PO से जुड़े घंटों की संख्या के संबंध में गिनती करते हैं जहां PO1 45 सत्रों में से 28 लेता है तो कुल 45 हैं यदि मैं सभी को गिनता हूं जिन सत्रों में PO1 का उल्लेख किया गया है वह 45 सत्रों में से 28 तक जोड़े जाएंगे और यह 62 प्रतिशत है और यह 40 प्रतिशत से अधिक है इसलिए यह मैपिंग स्ट्रेंथ है 3 अब जहाँ तक PO3 का संबंध है 45 में से 31 है जो अभी भी इसे 69 प्रतिशत बनाता है जो कि मैपिंग स्ट्रेंथ है 3I इस लिहाज से भी PO5 और PSO3 सभी मैपिंग स्ट्रेंथ 3 से संबोधित हैं जो यहां एक विशिष्ट उदाहरण है लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी POs स्ट्रेंथ 3 को संबोधित न करेंI अब क्या होता है हम पहले से उल्लिखित एक प्रकार की टेबल तैयार करते हैं हम इस उदाहरण में 6 POs को अस्थायी रूप से ले रहे हैं लेकिन यदि यह 7 POs है तो आप एक और कतार जोड़ते हैं और फिर अधिकतम चार PSO हैं और इस तरह से हम टेबल तैयार करते हैं जहाँ PO2 PO4 PO6 PSO1 PSO2 और PSO4 को संबोधित नहीं किया गया है तो वह स्ट्रेंथ 0 होगी इसलिए यह 3 0 3 हैI आप इसी तरह से तैयार करते हैं कोर्स PO PSO मैपिंग जो एक प्रकार का मैट्रिक्स है अब क्या होता है CO1 PO1 और PSO3 को संबोधित कर रहा है CO अटेनमेंट 6263 है जिसे हम पहले ही गणना कर चुके हैं कि पिछली इकाई और संबंधित PO और PSO इस टेबल में दर्शाए गए हैं तो अब आप देख सकते हैं कि मैं CO अटेनमेंट को इसी PO और PSO से संबद्ध कर सकता हूं मैं उसको कैसे करू हमें PO या PSO अटेनमेंट से कुछ परिभाषित करने की आवश्यकता है कुछ मानदंडों पर मैं इसे 100 प्रतिशत कह सकता हूं या मैं केवल 1 कह सकता हूं यह कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या मानदंड ले रहे हैं अब यदि आप विचार करें तो आप कैसे परिभाषित करते हैं किसी विशेष PO की अधिकतम अटेनमेंट 1 है मैं किन परिस्थितियों में इस पर विचार करता हूं यदि एक PO को 3 स्तर पर संबोधित किया जाना है और अटेनमेंट हैं कि इस CO के कक्षा औसत अंक उस PO से जुड़े हैं उस PO से जुड़े सभी CO 100 प्रतिशत हैं इसका मतलब है कि कक्षा औसत अंक 100 प्रतिशत हैं फिर उस PO की अटेनमेंट 1 है जो होने की संभावना नहीं है तथापि जाहिर है कक्षा औसत अंक कभी भी 100 प्रतिशत नहीं होंगे और किसी भी CO में पाठ्यचर्या और पाठ्येतर गतिविधियों का प्रदर्शन किया जाता है जिन्हें घोषित नियमों के अनुसार मूल्यांकन किया जा सकता है इसे एक कोर्स के रूप में शामिल किया जा सकता है और एक और बात जब हम अंत में गणना करना चाहते हैं PO PSO अटेनमेंट हम एक चार क्रेडिट कोर्स 3 क्रेडिट कोर्स 2 क्रेडिट कोर्स और इत्यादि के बीच अंतर नहीं करने जा रहे हैं हमें फिर से उस पर अतिरिक्त महत्व जोड़ना नहीं है हम बस कहेंगे कि सभी पाठ्यक्रम समान हैं और हम सिर्फ एक औसत की गणना करते हैं कुल अटेनमेंट को पाठ्यक्रम की संख्या से विभाजित करते हैं जो कि हमारे पास वास्तव में या पाठ्यक्रम की गतिविधियों की संख्या जैसे कि परियोजना की गतिविधियां CO में पाठ्यचर्या और पाठ्येतर गतिविधियों को मैं 1 कोर्स के रूप में देखूंगा और फिर कुल PO अटेनमेंट को उस संख्या से विभाजित करें यही वह तरीका है जिससे हम इसे पूरा करेंगे जैसा कि मैंने कहा कि यह बहुत स्थूल है लेकिन महत्व की बात यह है कि उस कसौटी के अनुसार हम लगातार सुधार कर रहे हैं अब मैं कैसे गणना करूँ अटेनमेंट की गणना की जाती है आइए मान लें कि 5 CO हैं जो PO 1 को संबोधित कर रहे हैं तो CO अटेनमेंट संख्याएँ दी गई हैं मैं वहाँ औसत लेता हूँ औसतन 0625 प्लस 0632 और इसी तरह मैं उस औसत की गणना करता हूँ और स्ट्रैंथ से गुणा करता हूँ क्योंकि अधिकतम स्ट्रैंथ 3 है वास्तविक स्ट्रैंथ 3 है इसलिए मुझे 3 से गुणा करना है और वह संख्या है जो मुझे मिलती है तो इसके अनुसार PO एक की अटेनमेंट 0608 है जबकि PO 5 की अटेनमेंट केवल 3 CO हैं जो PO 5 को संबोधित कर रहे हैं लेकिन स्ट्रैंथ अभी भी 3 है इसलिए मेरे पास 3 गुणा 3 है गुणा उन 3 नंबरों का औसत में से मुझे 0611 मिलते हैं जबकि PSO 3 उन सभी को संबोधित कर रहा है तो मेरे पास फिर से 3 गुणा 3 गुणा उन नंबरों का औसत और मुझे 0610 मिलता है देखें कि आपको जो चाहिए वह एक प्रक्रिया के अनुरूप है और आपको कुछ नंबर मिलते हैं जैसा कि मैंने कहा है कि उच्च दशमलव स्थानों के लिए अनुमानित संख्याएँ बनी रहती हैं और यही आप PO और PSO अटेनमेंट के लिए प्राप्त करते हैं अब यदि आप इस पाठ्यक्रम के संबंध में देखें जो कि अस्थायी रूप से हम इसे C302 के रूप में लेबल करते हैं तो प्रत्येक PO को जिस स्ट्रैंथ से संबोधित किया जाता है वह वहां दी गई है और वास्तविक अटेनमेंट की गणना नीचे की पंक्ति में की गई है इसके लिए आपके पास एक कोर्स है अब आपको इस जानकारी को सभी पाठ्यक्रमों और कार्यक्रम की सभी गतिविधियों के लिए एकत्र करना होगा आपको सभी पाठ्यक्रमों के लिए इसे दोहराना होगा ये गणना प्रत्येक सेमेस्टर के अंत में स्वचालित रूप से की जा सकती है परीक्षा समाप्त होने के बाद सभी अंकों को इकट्ठा करें और यह आसान है यह एक साथ इस तरह से एकीकृत करते है इसलिए ये उदाहरण हैं हमने एक साथ संयुक्त किया और सभी पाठ्यक्रमों को एक साथ रखा उदाहरण के लिए आपके पास 3 साल के कार्यक्रम में लगभग 20 25 पाठ्यक्रम होंगे और प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए आपके पास एक प्रकार की पंक्ति होगी अटेनमेंट कि और जैसा कि मैंने कहा कि परियोजना इंटर्नशिप उन सभी को इस सूची में जोड़ा जाता है और फिर आप क्या करते हैं आप अभी प्रत्येक कतार के संबंध में औसत लें और उन गतिविधियों और पाठ्यक्रमों की संख्या से विभाजित करें जो आपके पास हैं और नीचे की पंक्ति सभी POs और PSOs की औसत अटेनमेंट का प्रतिनिधित्व करती है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसकी आपको आवश्यकता है यह POs और PSOs डायरेक्ट अटेनमेंट भी है कभी कभी क्या होता है जिस तरह से हमारे कार्यक्रम को संबोधित किया जाता है हम कुछ PO को बहुत ही प्रमुखता से संबोधित कर सकते हैं या नहीं यह बहुत हल्के ढंग से संबोधित किया जा सकता है हालांकि यह उस विशेष मुद्दे को संबोधित करने के लिए करिकुलम डिजाइनरों के लिए निवेश है लेकिन किसी को बुरा नहीं लगता है अगर उदाहरण के लिए PO 6 औसत 03 है इसका कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक कि आप दिखा सकते हैं कि आप सुधार कर रहे हैं तो आखिरकार PO और PSO अटेनमेंट की गणना इस रूप में की जाती है और इस समग्र मैट्रिक्स को देखकर आप देख सकते हैं कि यह एक तरह की तस्वीर है कि PO और PSO के संबंध में आपके कार्यक्रम को किस तरह से डिजाइन और संचालित किया गया है और अगर कुछ कतार में बहुत अधिक शून्य हैं या छोटे मूल्य में भिन्नता है तो यह पूरे विभाग के लिए एक तरह का फीडबैक है कि उन मुद्दों पर कुछ ध्यान देने की आवश्यकता है अब हम यह भी निर्धारित करते हैं कि हम सभी प्रासंगिक सर्वेक्षणों के आधार पर इनडायरेक्ट अटेनमेंट का निर्धारण करें सर्वेक्षण स्नातक बाहर निकलने का सर्वेक्षण हो सकता है इसका मतलब यह है कि जब छात्र केवल उस कार्यक्रम को छोड़ रहे हैं जो आप एक बाहर निकलने का सर्वेक्षण कर रहे हैं तो नियोक्ता सर्वेक्षण इन रूपों को डिज़ाइन कर सकता है और वास्तव में उससे जानकारी प्राप्त कर सकता है और यह इनडायरेक्ट अटेनमेंट डायरेक्ट अटेनमेंट के साथ संयुक्त होनी चाहिए आप डायरेक्ट अटेनमेंट के लिए 80 प्रतिशत महत्व लेते हैं और लगभग 20 प्रतिशत महत्व इसे देते हैं और संयुक्त रूप से आप PO PSO अटेनमेंट की अंतिम तस्वीर तैयार करते हैं जब तक हम प्रक्रियाओं को कारगर नहीं करते तब तक यह बहुत ही श्रमसाध्य कठिन और जटिल लगता है लेकिन एक बार पूर्व छात्र सर्वेक्षण नियोक्ता सर्वेक्षण सहित इस प्रक्रिया को कारगर बनाते हैं तो वेबसाइट को सेटअप कर सकते हैं और पूर्व छात्रों और नियोक्ताओं के साथ निरंतर संपर्क बनाए रख सकते हैं और निश्चित रूप से सभी नियोक्ता और पूर्व छात्र नहीं करेंगे हर कोई जवाब नहीं देगा उनमें से 10 प्रतिशत भी उन प्रश्नावली का जवाब देंगे जो काफी पर्याप्त हैं अब एक उदाहरण लेते हैं उदाहरण PO3 यह कुछ PO3 है क्योंकि PO3 को कुछ पाठ्यक्रमों द्वारा संबोधित किया जाना है सभी संबंधित शैक्षणिक गतिविधियों में डायरेक्ट अटेनमेंट 655 प्रतिशत है सभी प्रासंगिक सर्वेक्षणों के आधार पर इनडायरेक्ट अटेनमेंट 855 प्रतिशत है मैंने 08 गुणा 655 प्लस 02 गुणा 855 मिला दिया मुझे 695 मिला अब आपको सभी POs और PSOs के लिए इसे दोहराना होगा और एक बार फिर आपने टारगेट निर्धारित किया यह टारगेट अब जैसा कि हमने कहा कि अधिकतम संख्या 1 है मैं अपना टारगेट 76 के रूप में किसी विशेष PO के लिए निर्धारित कर सकता हूं या कभी कभी 72 भी कोई फर्क नहीं पड़ता आपने उसके लिए अपना टारगेट निर्धारित किया है और यदि टारगेट से कम अटेनमेंट है तो सुधार कार्यों की योजना बनाएं टारगेट की तुलना में अटेनमेंट अधिक या बराबर है तो टारगेट को संशोधित करें उसी प्रक्रिया से जिसे हमने गणना के लिए या CO के चारों ओर लूप को बंद करने के लिए अनुसरण किया है अब यहाँ टैबलर फॉर्म के बजाय हम विशिष्ट चीज़ दे रहे हैं PO2 का कंबाइंड अटेनमेंट 695 टारगेट 75 प्रतिशत है जिसे हम 075 कहते हैं फिर अटेनमेंट गैप 55 प्रतिशत है और सुधार कार्य योजना है यहां आपको याद रखना चाहिए कि PO2 को कई पाठ्यक्रमों द्वारा संबोधित किया जाने वाला है इसलिए सभी सुधार कार्य एक पाठ्यक्रम के माध्यम से नहीं होते हैं यह कई पाठ्यक्रमों के माध्यम से होता है तो यहाँ हम केवल एक सूची देते हैं तीसरे सेमेस्टर में एक अतिरिक्त संचार प्रयोगशाला जोड़ते हैं एक मूल्य वर्धित कोर कोर्स करते हैं तीसरे सेमेस्टर से शुरू होने वाले सेमिनार को शुरू करते हैं और 4 वें सेमेस्टर में 5 दिन की कार्यशाला को संचार कौशल में जोड़ते हैं क्योंकि यहाँ PO2 संचार से संबंधित हैI तो यहां से हम PO अटेनमेंट की गणना करते हैं और उस अटेनमेंट के सुधार के लिए योजना बनाते हैं हम इस कथन का उपयोग करते हुए बार बार दोहरा रहे हैं अटेनमेंट गणना सबसे अच्छा सन्निकटन है जो भी प्रक्रिया आप लोग अपने संस्थान में चुनेंगे जो भी हमने प्रस्तुत किया है वह सबसे अच्छा सन्निकटन है भले ही अधिक सटीक गणना संभव हो इसमें शामिल प्रयास इसके लायक नहीं हो सकता है यह किसी भी चीज पर कोई अतिरिक्त प्रकाश नहीं फेंकने वाला है एक संस्थान में एक विधि का पालन करना और अटेनमेंट में निरंतर सुधार के लिए प्रयास करना महत्वपूर्ण है यही सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हैं अब एक अभ्यास के रूप में यथार्थवादी PO अटेनमेंट टारगेट निर्धारित करें काल्पनिक संख्याओं का उपयोग करके PO अटेनमेंट प्राप्त करते हैं और उस कार्यक्रम के लिए सीखने के सुधार की योजना बनाते हैं जिसके लिए आप काम कर रहे हैं यदि आपके पास विभाग से वास्तविक संख्या है तो उपयोग करें हम हमारे काल्पनिक संख्याओं का उपयोग कर सकते हैं जिनका उपयोग आप उस तंत्र में शामिल करने के लिए कर सकते हैं हम मॉड्यूल 1 के अंत में पहुंच गए हैं या जिसे हम OBE कह रहे हैं और इसके बाद मॉड्यूल 2 की बात करेंगे और TALG के मॉड्यूल 2 में पाठ्यक्रमों के डिजाइन पेश किए जाएंगे ADDIE और NAAC मान्यता की रूपरेखा में मुख्य बात है कोर्स आउटकम्स लिखना और यह जानना कि कोर्स आउटकम्स अटेनमेंट कैसे की जाती है और POs पहला कदम है जब तक यह आपके पाठ्यक्रम को डिजाइन करने और आपके पाठ्यक्रम को उचित रूप से संचालित करने में अनुवाद नहीं किया जाता है तब तक पूरी बात का सिर्फ आउटकम लिखने का कोई मतलब नहीं है और इसे छोड़ने का कोई मतलब नहीं है अब हम एक अच्छे पाठ्यक्रम को डिजाइन करने के लिए कोर्स आउटकम्स से कैसे अनुवाद करते हैं और एक अच्छे पाठ्यक्रम को लागू करने के लिए मॉड्यूल 2 को देखेंगे उम्मीद है कि हम सभी मॉड्यूल 2 के माध्यम से फिर से मिलेंगे आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को खुशहाल सीखने की कामना शब्दकोष